सभी को नमस्कार जीआईएस के परिचय पर 12 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है इसमें हम एक तकनीक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अंतर्वेसन कहा जाता है चूंकि हम स्थानिक आँकड़ों के साथ काम करते हैं इसलिए इसे स्थानिक अंतर्वेसन तकनीक भी कहा जाता है विभिन्न प्रकार की अंतर्वेसन तकनीकें हैं जो आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहूँगा आम तौर पर अंतर्वेसन का उपयोग पृथक आँकड़ों को अनवरत बनाने के लिए किया जाता है वेक्टर से लेकर रास्टर तक में अंतर्वेसन किया जाता है आम तौर पर इनपुट आँकड़ा या तो एक बिंदु आँकड़ा या एक लाइन आँकड़ा हो सकता है लाइन आँकड़ों को कई नोड्स से बनाया गया है और इन नोड्स को बिंदु के रूप में माना जा सकता है कभी कभी आप के पास इनपुट समुच्च के रूप में हो सकता है इसलिए इन समुच्च को आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके बिंदुओं में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर बिंदु से सतह अर्थात् पृथक से अनवरत में बदला जा सकता है यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल रूप से अंतर्वेसन की आवश्यकता क्यों है इसका कारण पृथक प्रतिरूप में उल्लेखित बिंदु प्रतिरूप या समुच्च प्रतिरूप हैं तो सोचिए कि दो समुच्च के बीच आपके पास जानकारी नहीं है जानकारी में एक अंतर है मान लीजिए कि यह 100 मीटर का समुच्च है तो यह 200 मीटर का समुच्च है अब हमारे पास इन दो समुच्च के बीच की कोई जानकारी नहीं है बिंदु आँकड़ों के साथ भी ऐसा ही है और इसलिए हम उन्हें पृथक कहते हैं क्योंकि दो बिंदुओं के बीच हमारे पास जानकारी नहीं है अगर हम ऊंचाई के रूप में मानते हैं तो हमारे पास उन स्थानों की ऊंचाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है जहाँ कोई अवलोकन नहीं है हमारे पास दो समुच्च रेखाओं के बीच ऊँचाई की नहीं है तो यदि हम एक ऐसी सतह बनाना चाहते हैं जो ऊंचाई के मामले में किसी इलाके को प्रदर्शित करेगी तो हमें अंतर्वेसन करना पड़ेगा अब एक धारणा या विश्वास है कि किसका अंतर्वेसन पहले किया जाए क्योंकि कि अगर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो जो भी जानकारी हम गणितीय तरीके का उपयोग करके प्राप्त करेंगे वो सटीक होगा यदि मैं एक सरल उदाहरण लेता हूं जिसमें कि यह 100 मीटर है और यह 200 मीटर की ऊंचाई है और मैं इस बिंदु की ऊंचाई इस के बारे में जानना चाहता हूं तो एक सरल सोचने का तरीका है कि रैखिक रूप से हम इसे जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं यदि केंद्र में है तो इस बिंदु की ऊंचाई 150 मीटर हो सकती है इसे रैखिक अंतर्वेसन प्रणाली कहा जाता है लेकिन यह द्वीयिम में है हमें त्री आयामी जानकारी चाहिए इसका मतलब हम एक सतह बनाने जा रहे हैं इन विवरणों को हम धीरे धीरे देखेंगे कि कौन से अलग अलग तरीक़े हैं अलग अलग तरीकों से क्या फायदे और नुकसान हैं और हम यह भी सोचने की कोशिश करेंगे कि हमारे आँकड़ों की श्रेणी में कौन सा अंतर्वेसन ठीक रहेगा जिनके बारे में सोचा जा सकता है तो मूल रूप से स्थानिक अंतर्वेसन क्या है जैसा कि यह आँकड़ों या आपके पृथक आँकड़ों को अनवरत या उपयोगी आँकड़ों में बदल देता है इसलिए यह जानकारी में और अधिक मूल्य जोड़ता है क्योंकि केवल बिंदु या समुच्च आँकड़ों का उपयोग करके किसी इलाके की कल्पना करना बहुत मुश्किल है लेकिन यदि आपके पास एक सतह है जोकि किसी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है तो उस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है और इन इलाकों की सतहों का सबसे अच्छा उदाहरण है डिजिटल एलिवेशन मॉडल जिनका आजकल हम उपयोग करते हैं उनमें से कइयों ने अंतर्वेसन के माध्यम समुच्च आँकड़ों या बिंदु की ऊँचाइयों का उपयोग करके या तो उपग्रह से प्राप्त आँकड़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश की है एक बार जब हम एक पृथक आँकड़े को एक अनवरत आँकड़े में या बिंदु को सतह में बदल देते हैं तो यह एक विशेष आकृति को भी प्रकट कर सकता है यह रुझानों को प्रकट कर सकता है और उच्च स्थान तथा निचले स्थान पर जो विसंगतियां हो सकती हैं शायद उनको भी प्रदर्शित कर सकता है यह आवश्यक नहीं है कि इनपुट केवल ऊँचायी ही हो यह कोई भी मान हो सकता है मान लें कि कोई व्यक्ति भू जल पर काम कर रहा है तो यह मान उसका पी एच भी हो सकता है यह भू जल की कोई भी गुणवत्ता का मान हो सकता है जैसे कि धनायन ॠणायन या पानी कुल घुले हुए पदार्थ का मान यदि आँकड़े उपलब्ध है तो उप सतह की स्थिति के लिए भी अंतर्वेसन किया जा सकता है सतह की स्थिति के लिए भी अंतर्वेसन किया जा सकता हैं इससे मनुष्य के दख़ल का पता लगाया जा सकता है कुछ गणितीय अवधारणाओं के आधार पर कम से कम यह अज्ञात स्थान के लिए कुछ मूल्यों का अनुमान लगा सकता है उस स्थान के लिए जिसके लिए आपको कोई जानकारी नहीं है और फिर उन परिस्थितियों में मदद करने का प्रयास कर सकता है जहाँ हमें नहीं पता होता की किस दिशा में सोचा जाए लेकिन यह एक गणितीय सतह को आरेखित कर सकता है जो इसके मूल्य को जोकि ऊँचाई या कोई अन्य गुण भी हो सकता है को वास्तविकता के काफ़ी निकट से प्रदर्शित देता है अब यदि हम स्थानिक अंतर्वेसन को परिभाषित करें जो गुणों के मूल्य का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है ये गुण ऊँचाई हो सकती हैं या कोई रासायनिक गुण या भू जल का स्तर और अन्य नमूनारहित कार्यस्थल पर हो सकती हैं जिनके लिए हमारे पास मौजूदा अवलोकन के द्वारा दिए गए क्षेत्र के भीतर आँकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए जब हम क्षेत्र का परीक्षण करते हैं और यदि हमारे पास क्षेत्र के लिए कोई ऐसा बिंदु हैं जोकि हमारे अवलोकन के दायरे से बाहर है तब हम इसे बहिर्वेशन कहते हैं लेकिन अवलोकन के भीतर के लिए इसे अंतर्वेसन कहा जाता है इसलिए यदि आपके पास इस तरह के आँकड़े हैं तो इस क्षेत्र के लिए इसे अंतर्वेसन करते हैं तो इस भाग को हम अंतर्वेसन कहेंगे इस भाग को हम बहिर्वेशन कहते हैं क्योंकि इस बिंदु से परे दाईं ओर की हमारे पास कोई आँकड़ा नहीं है जीआईएस में उपलब्ध उपकरण का उपयोग तब किया जा सकता है जब आप सतह बनाने के लिए बिंदु आँकड़ों का उपयोग करते हैं और यहाँ अंतर्वेसन बहिर्वेशन एक साथ किया जाता है अंतर्वेसन रास्टर में एक सीमित संख्या के आँकड़ों से सेल के मूल्य का पता लगाता है और अंतर्वेसन का भी यही लाभ है मान लीजिये एक क्षेत्र के लिए आपके पास सौ आँकड़े हैं अब आप एक ऐसी सतह बना सकते हैं जो बहुत सारी जानकारी प्रदर्शित करेगा जो कि केवल बिंदु आँकड़ों का उपयोग करके निकालना असंभव है या यूँ कहिए कि बहुत मुश्किल है इसका उपयोग किसी भी भौगोलिक बिंदु आँकड़ों जैसे कि ऊंचाई वर्षा रासायनिक सघनता शोर का स्तर आदि अज्ञात मूल्यों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है और सभी अधिकांश मामलों में गुण या तो अंतराल होना चाहिए या अनुपात चूंकि हमने विभिन्न प्रकार की विशेषताओं पर चर्चा की है इसलिए याद रखें कि आवर्ती आँकड़ों का अंतर्वेसन नहीं किया जा सकता है गणना और मात्रा के लिए भी अंतर्वेसन नहीं किया जा सकता है और नाम मात्र के आँकड़ों के लिए भी अंतर्वेसन नहीं किया जा सकता है तो आपके पास या तो आँकड़ों का अंतराल या आँकड़े अनुपात में होने चाहिए तभी आप अंतर्वेसन कर सकते हैं यहां उदाहरण में दिखाया गया है कि इनपुट एक बिंदु आँकड़ा है जिनके मूल्य यहां लिखे गए हैं मान लें कि ये ऊँचाई के मान हैं जब हम तंत्र या सतह के आकार को तय करते हैं तब प्रत्येक सेल का वास्तविक मूल्य यहाँ बरकरार रहता है इसलिए जब हमारे पास 20 और 24 हैं तो यह जहाँ भी होगा वही मान अंतर्वेषित सेल में भी होगा लेकिन शेष मानों का भी हमें यहाँ पता लगाना है हम एक प्रकार के सटीक अंतर्वेसन पर विचार कर सकते हैं और आगे हम विभिन्न प्रकार की अंतर्वेसन तकनीक देखेंगे यहाँ पृथक आँकड़ों को अंतर्वेसन के माध्यम से अनवरत सतह जोकि एक प्रकार का रास्टर है में परिवर्तित किया गया है यहां यह भी दिखाया गया है कि आपके पास बहुत सारे बिंदु हैं इन सभी का विशेषता तालिका में एक मान है और आप एक विशेष क्षेत्र का चयन करते हैं जहां यह मान हैं जिसके लिए आप एक सतह बनाना चाहते हैं और फिर जो भी विधि आप चाहते हैं उसके तदनुसार यहाँ एक सतह बन जाएगी यहाँ यह सिर्फ एक अनवरत रूप में दिखाया गया है और इन्हे कुछ रंग दिए गए हैं जो रंगों के माध्यम से एलिवेशन मूल्यों का प्रदर्शित करते हैं और अगर यह एलिवेशन मॉडल होता तो हम इसे रिलीफ मैटर कह सकते हैं इसलिए अंतर्वेसन को एक डीईएम से कुछ बिंदुओं का चयन करने में उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया के विपरीत के रूप में सोचा जा सकता है जो सतह को सही तरीके से प्रदर्शित करते हैं यहाँ अंतर्वेसन के पीछे तर्क यह है कि हमारे पास अवलोकन कहाँ उपलब्ध नहीं है हम जानना चाहते हैं या हम उस मूल्य का पता लगाना चाहते हैं और इसलिए हम अंतर्वेसन करते हैं और यह अवधारणा भूगोल में टोबलर के नियम पर आधारित है और फिर से यहाँ निकटता का नियम लागु हो रहा है जिसके अनुसार आप जिस अज्ञात बिंदु के मान पता लगाना चाहते हैं और निकटतम अवलोकन का इस पर अधिकतम प्रभाव होगा अगर मैं यहां एक उदाहरण लेता हूं तो पूर्वानुमान के अनुसार इस स्थान पर मान पर इसके बजाय इस मूल्य का अधिकतम प्रभाव होगा और यदि यह मध्य होता तो इसपर दोनों का प्रभाव समान होगा यह भूगोल के टोबलर के नियम की अवधारणा पर आधारित है और अब एक दिए गए बिंदु पर सतह के कुछ गुण की गणना करने के लिए जीआईएस में अंतर्वेसन का उपयोग किया जा सकता है यह ऊंचाई हो सकती है भूजल या जल स्तर या पानी की गुणवत्ता हो सकती है रेखांकित आँकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए समुच्च प्रदान करना और इसे अक्सर स्थानिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है जैसे टेरेन प्रोसेस हाइड्रोलॉजी मिनरल प्रोस्पेक्टिंग हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन आदि क्योंकि जब आप बिंदु आँकड़ों का उपयोग करते हैं और बिंदु आँकड़ों से एक सतह बनाते हैं मान लीजिये कि बिंदु आँकड़ों ऊंचाई के आंकड़े हैं और आपने एक सतह बनाया है जिसे आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल के रूप में बनाएंगे अब एक डिजिटल मॉडल के विभिन्न डेरिवेटिव आ सकते हैं जैसे ढलान आस्पेक्ट और शायद ग्रेडिएंट मानचित्र शायद जीआईएस में सतह हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग का उपयोग करके आप सहायता तंत्र बना सकते हैं आप वाटर शेड बॉउंड्रीज़ सेडीमेंट पावर इंडेक्स इरोजन इंडेक्स और भी कई बना सकते हैं और यह टेरेन एनालिसिस है इसका उपयोग आँकड़ों का सतह रूप में या रास्टर में किया जा सकता है आप जल विज्ञान या भूजल जल विज्ञान में भी उपयोग कर सकते हैं या इसकी सहायता से आप विभिन्न आउटपुट बना सकते हैं जो जल विज्ञान के लिए उपयोगी होते हैं आप कट एंड फइलल एनालिसिस डैम सिमुलेशन रेसेर्वियर सिमुलेशन और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं एक बार जब आँकड़े रास्टर रूप में या सतह रूप में मिल जाते हैं तब बिंदु आँकड़ों से अंतर्वेसन के माध्यम से इन्हे प्राप्त किया जा सकता है अब जैसा कि हम जानते हैं कि यह रास्टर सतह प्रत्येक सेल के लिए होती है जिसका एक मूल्य है और ये आपके पास समान आकार की सेल हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न स्थितियों के लिए क्योंकि हिमालय के इलाकों के लिए भू भाग की स्थिति अलग हो सकती है अंतर्वेसन तकनीक भी भिन्न हो सकती हैं इस बिंदु आँकड़ों के लिए ऑफ इनडिग्नैंट प्लेन फिर से अंतर्वेसन भिन्न हो सकता है अंतर्वेसन की और बढ़ने से पहले हमें उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध घटना और स्थानीय जानकारी को समझना चाहिए जो निश्चित रूप से एक सही अंतर्वेसन तकनीक चुनने में हमारी मदद करेगी तंत्र प्रदर्शन में क्योंकि हम इसे एक रास्टर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और वह एक छवि के बजाय दो समान तंत्र हैं इसलिए आपके पास x y और z स्थानों का मान होगा जो आपके रास्टर में विलक्षण गुण और z मान में आपका एलिवेशन मान या अन्य सांद्रता मान गहराई मूल्य ऊंचाई मूल्य वगैरह हो सकता है और ये क्रियान्वित सतहें अनवरत है क्योंकि रास्टर अनवरत होता है पृथक नहीं अब इन क्रियान्वित सतहों का उपयोग आपकी स्थलीय सतहों के भू भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है जो पृथ्वी की सतह के भू भाग की स्थितियों को दर्शाती है हम सांख्यिकी या गणितीय प्रदर्शन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए जो डेमोग्राफी सांख्यिकी सतह का वर्णन अरिथमैटिक अभिव्यक्तियों के आधार पर करता उसे सांख्यिकी सतह कहते है इसलिए इस सतह का सरलतम रूप में प्रदर्शन एक नमूने के निर्धारित स्थान में x y और z के मान का भंडारण करने में किया जाता है बाद में आप समुच्च रेखाएँ या आइसोलाइन्स भी बना सकते हैं लेकिन यह एक प्रकार की पूर्वगामी प्रक्रिया है क्योंकि फिर से अनवरत से पृथक की ओर जाने के लिए कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि कई लोग सतह के बजाय समुच्च आँकड़ों को समझने में बहुत अच्छे होते हैं इसलिए वे समुच्च को पसंद करते हैं इसलिए किसी भी मानक जीआईएस सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से सतह का उपयोग करके इच्छानुसार स्तरों पर समुच्चों को बनाना बहुत आसान है और जैसा कि आप जानते हैं कि समुच्च आमतौर पर स्थलाकृत समुच्च के समान मान या समान ऊँचाई वाले बिंदुओं को जोड़ते हैं और समुच्च रेखाओं के मामले में ऊंचाई को प्रदर्शित करते हुए यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा है जो डेटम के ऊपर समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ता है टीआईएन को कभी कभी अंतर्वेसन के रूप में भी माना जाता है जहां बिंदु इनपुट होता है और फिर आप इनसे त्रिभुज बनाते हैं इसलिए यह सतह को प्रदर्शित करने का अलग अलग तरीका है जो कि टीआईएन है अपनी सतह से एक तंत्र बनाएं आम तौर पर ऐसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल तंत्र के रूप में है और हम जानते हैं कि प्रत्येक सेल एक मूल्य का प्रदर्शित करेगा यहाँ कुछ उदाहरण हैं एक पृथक रूप में आपका बिंदु आँकड़ों यहाँ है हम समुच्च में भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम समान बिंदु आँकड़ों का प्रदर्शित टीआईएन के रूप में भी कर सकते हैं और समान बिंदु आँकड़ों का उपयोग सरफेस रास्टर ग्रिड अंतर्वेसन के माध्यम से बनाने के लिए भी किया जा सकता है अंतर्वेशन करते समय हम इस बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है जहां हर समय जगह हम अंतर्वेसन करते हैं इसलिए एक अध्ययन क्षेत्र में प्रत्येक स्थान पर जाना किसी उसकी ऊंचाई का मान या सांद्रता को मापने के लिए आमतौर पर मुश्किल या महंगा होता है और इसके बजाय रणनीतिक रूप से फैलाए गए नमूना इनपुट स्थानों को चुना जा सकता है और एक अनुमानित मूल्य सभी स्थानों को सौंपा जा सकता है और इनपुट बिंदु या तो बेतरतीब ढंग से या नियमित रूप से स्थानिक बिंदु हो सकते हैं जिसमें ऊंचाई की सांद्रता या माप हो सकते हैं यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि इनपुट बिंदुओं को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जहां कहीं भी अवलोकन उपलब्ध हैं उन बिंदु सतहों को अंतर्वेशन के माध्यम से निर्मित किया जा सकता है जैसा कि मैंने कहा कि अंतर्वेसन की प्रमुख धारणा या विश्वास इसे व्यवहारिक विकल्प बनाता है जैसा कि एक स्थानिक रूप से वितरित वस्तुओं को स्थानिक रूप से सह संबद्ध किया जाता है दूसरे शब्दों में जो चीजें करीब हैं वे समान विशेषताओं वाले हैं यह भूगोल में टोबलर का नियम है उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि यदि सड़क के एक तरफ बारिश हो रही है तो एक उच्च स्तर के विश्वास के साथ यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सड़क के दूसरी तरफ भी बारिश हो रही है तो कोई भी कम निश्चित होगा की पूरे शहर भर में बारिश हो रही है या निकट के राज्य में मौसम की स्थिति के बारे में कम आत्मविश्वास होगाक्योंकि बिंदु जितना करीब होगा आत्मविश्वास का स्तर उतना ही अधिक होगा और आत्मविश्वास के उच्च स्तर के साथ भविष्यवाणी करना आसान है एक बिंदु के बजाय जो बहुत दूर है और हम नहीं जानते हैं और भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल हो जाता है समान अवधारणा को अंतर्वेसन में नियोजित किया गया है और एक ही तर्क या सादृश्य है कि यह देखना आसान है कि नमूने बिंदुओं के करीब के बिंदुओं के मान के बराबर होने की संभावना अधिक है बजाय कि एक दूसरे बिंदु से जो कि बहुत दूर है और यह मूल रूप से अंतर्वेसन का आधार है एक बिंदु अंतर्वेसन का एक विशिष्ट उपयोग है पृथक आँकड़ों से अनवरत सतह बनाना अंतर्वेसन के लिए तरीके उपलब्ध हैं जो हम एक प्रकार के सामान्य रूपों में उपयोग करेंगे फिर व्यक्तिगत अंतर्वेसन तकनीक जो विशेष रूप से जीआईएस सॉफ्टवेयर में लागू की गई है हम उसे भी देखेंगे पहला है वैश्विक बनाम स्थानीय दूसरा सटीक बनाम अनुमानित और स्टोकेस्टिक बनाम डीटर्मीनिस्टिक और फिर आकस्मिक बनाम सपाट है आइए वैश्विक बनाम स्थानीय को देखें वैश्विक अंतर्वेशक एक एकल प्रकार का निर्धारण करते हैं जिसे पूरे क्षेत्र में मान चित्रित किया जाता है और उदाहरण के लिए एक ट्रेंड सर्फेस जहां प्रकार की गणना और इसका निर्धारण किया गया है और उस प्रकार को पूरे डेटा सेट में लागू किया जाता है और यह उदाहरण ट्रेंड सर्फेस का है और स्थानीय अंतर्वेशक बिन्दुओ के कुल समूह के एक छोटे से हिस्से में दोहराए गए एल्गोरिथ्म को लागू करते हैं इसका उदाहरण है यूनिवर्स डिस्टेंस वे टेड विधि इस विधि को इस अंतर्वेसन तकनीक को मानक जी आईएस सॉफ़्टवेयर में लागू किया गया है ताकि यहां भी इसका उपयोग किया जा सके अब सटीक बनाम अनुमानित को देखते हैं सटीक अंतर्वेशक इनपुट आँकड़ों बिंदुओं का सम्मान करते हैं जिसका मतलब यह नहीं है कि सतह सटीक है इसका मतलब है कि एक इनपुट मूल्य से जब एक सतह बनाई जा रही होती है तो यह उस मूल्य को बरकरार रखने की कोशिश करते है लेकिन हर समय यह मूल्य समान नहीं होगा अनुमानित अंतर्वेशक इनपुट आँकड़े बिंदुओं में अनिश्चितता के लिए अनुमति देते हैं जो सतह को सपाट करने के लिए अनुमति देता है इसलिए जब हम अनुमानित अंतर्वेशक का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम नल लाइनर और अंतर्वेशक की ओर जा रहे हैं और जब हम नल लाइनर अंतर्वेशक तकनीकों के लिए जाते हैं तो मूल मानों को रास्टर आँकड़ों में नहीं रखा जाता है और इसमें बहुत भिन्नताएं हो सकती हैं लेकिन जो सतह यह बनाएगी और इस प्रकार के अंतर्वेसन के माध्यम से प्राप्त सतह काफी सपाट होगी लेकिन अगर हम सटीक अंतर्वेशक के उपयोग के लिए जाते हैं तो अब जो सतह बनने जा रही है वह सपाट नहीं होगी तो यह विधि पर निर्भर करता है अगर हम जानते हैं कि मैं इंडो गैंगटिक प्लेन जैसे इलाके के लिए अंतर्वेशन करने जा रहे हैं तो हम जानते हैं कि यह बहुत ही समतल इलाका है तब एक से अधिक अनुमानित अंतर्वेशक उपयुक्त होंगे लेकिन जब हम जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे मैं हिमालय जैसे इलाके के लिए टीआईएन अंतर्वेसन करने जा रहा हूं जो अत्यधिक बीहड़ है और इसलिए सहज अंतर्वेशक या अनुमानित अंतर्वेशक उपयुक्त नहीं हैं तो मैं सटीक अंतर्वेशक को वरीयता दूँगा और इसीलिए इसका उल्लेख किया गया है कि यह हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी घटना का उपयोग करने जा रहे हैं किस प्रकार के आँकड़ों का अंतर्वेसन करने के लिए आने वाला है यदि यह आंकड़ा ऊंचाई का है तो इलाके की स्थिति क्या है यदि पूर्व सूचना है तो यह हमें उपयुक्त अंतर्वेसन तकनीक चुनने की अनुमति देगा चौथा स्टोचैस्टिक बनाम नियतात्मक है स्टोकेस्टिक विधियों में कांसेप्ट ऑफ़ रंडोमनस्स जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल या सरफेस ऑफ़ बेस्ट फिट शामिल है जबकि नियतात्मक पद्धति में प्रोबेबिलिटी थ्योरी का उपयोग नहीं किया जाता है अंतर्वेशकों के सामान्य प्रकार से लगभग 8 प्रकार होते हैं अब आकस्मिक बनाम सपाट की तरह प्रकृति में कभी कभी 10 बाधाएं तक हो सकती हैं और आप उन बाधाओं के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं बिंदु आँकड़ों से सतह बनाते समय सतह पर प्रभाव और उन बाधाओं को भी अंतर्वेसन में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका मतलब है कि आप एक सपाट अंतर्वेशक के बजाय आकस्मिक अंतर्वेशक को पसंद करेंगे और उदाहरण के लिए इस मामले में मान लीजिए कि मैं भू जल के लिए काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि कुछ खदान वहां हैं और खदाने बाधा के रूप में काम करेंगी जो पानी को एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाह नहीं होने देंगी और पानी आसानी से नहीं बहेगा और इसलिए ये खदाने बाधाओं के रूप में काम करेगी और अगर मैं उन्हें अनदेखा करता हूं और जल स्तर के साथ में एक सतह बनाता हूं तो यह एक सपाट सतह होने वाली है जो एक सही जल स्तर या पानी की सतह का गलत प्रदर्शन करेगी इसलिए मुझे सतह बनाते समय ऐसे अवरोधों को शामिल करने की आवश्यकता है जो वास्तविक चीज़ के अधिक निकट होने वाली चाहिए और यही कारण है कि इन आकस्मिक इनपुट को अलग अलग अंतर्वेसन तकनीकों में अनुमति दी जाती है और हम इस बारे में बहुत बाद में चर्चा करेंगे आकस्मिक अंतर्वेशक बाधाओं की अनुमति देते हैं उदाहरण के लिए फॉल्ट्स फ्रन्ट्स डाइस रीफ्स वगैरह एक सपाट अंतर्वेशक सपाट सतह बनाती है इसलिए आपकी आवश्यकता के आधार पर घटनाओं के आधार पर इलाके की स्थितियों के आधार पर यह एक अंतर्वेसन का चयन करेगा अब इन समान अंतर्वेसन तकनीकों को दो अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरीके से विभाजित किया जा सकता है एक गणितीय कार्यों पर आधारित है एक रेखीय अंतर्वेसन है जहां पहले शुरू में मैंने उदाहरण दिया था कि यह भविष्यवाणी करना आसान है और इसलिए कुछ निश्चित असाधारण रेखीय अंतर्वेसन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है या फिर आप अरेखीय अंतर्वेसन के उपयोग के लिए जा सकते हैं अब रेखीय अंतर्वेसन में इसकी मूल्य के रूप में भविष्यवाणी की जा सकती है क्योंकि इस स्थान पर अज्ञात मूल्य 130 से 140 के करीब है इसलिए यहां इसका अधिक प्रभाव होगा और उस मूल्य की भविष्यवाणी करना बहुत आसान है रैखिक भविष्यवाणी बहुत आसान है और सतह रैखिक रूप में बहुत आसानी से परिवर्तित है और इससे गणितीय कार्य सरल हो सकता है अब बिंदु आधारित अंतर्वेसन को देखते हैं क्योंकि अधिकांश अंतर्वेसन उपकरण जो जीआईएस में उपलब्ध हैं इनपुट अधिकतम समय बिंदु आँकड़े होते हैं और अगर यह केवल बिंदु आँकड़े है तो मान लीजिये आपके पास समुच्च आँकड़े हैं और आप एक सतह बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है आप रेखा को बिंदु में बदल सकते हैं और फिर बिंदु अंतर्वेसन के उपयोग के लिए जा सकते हैं इसीलिए इसे बिंदु आधारित अंतर्वेसन भी कहा जाता है जिसका उपयोग उस आँकड़ों के लिए किया जाता है जिसे बिंदु स्थानों पर एकत्र किया जा सकता है और उदाहरण के लिए अगर मैं बारिश या मौसम से जुड़ी अन्य घटनाओं के लिए जाता हूँ तो मौसम के अवलोकन ऊंचाई या स्थानीय ऊंचाई हो सकती है मिट्टी हो सकती है भूजल स्तर या पानी की गुणवत्ता और अन्य चीजें हो सकती हैं आइए हम बिंदु आधारित अंतर्वेसन के लिए सटीक विधि का एक उदाहरण लेते हैं जिसे थिसन बहुभुज के रूप में भी जाना जाता है तब हमारे पास जीआईएस उपकरण नहीं थे जल विज्ञान में बहुत से लोग वर्षा सतहों के रूप में इनपुट का उपयोग करते थे वे थिसन बहुभुज के उपयोग के लिए जाते थे तो ऐसा किया जाता है कि इसके आस पास अवलोकन बिंदु हैं जिनसे बहुभुज बनाए जाते हैं और उनकी लंबवत दूरी इस तरह रखी जाती है और फिर रेखाएँ खींची जाती हैं तब ये बहुभुज बनाए जाते हैं यह एक निकटवर्ती बहुभुज है जो थिसन बहुभुज भी कहलाता है जिसमे स्थानीय सटीक आकस्मिक नियतात्मक सभी चार चीजें हैं और आँकड़े इनपुट या अनुपात आँकड़े के रूपमें हो सकते हैं इस तरह के अरेखीय अंतर्वेशक जो टोब्लर के भूगोल के नियम के पर आधारित है अंतरिक्ष में दूर दूर रहने वाले बिंदुओं की अपेक्षा निकट के बिंदुओं में सामान मूल्यता अधिक होती है आईडीडब्ल्यू दूरी भारित अंतर्वेशक का उदाहरण है क्योंकि उपलब्ध डाटा के अवलोकन से दूरी जितनी कम होगी उतना अधिक प्रभाव होगा दूर होने पर इसका प्रभाव कम होगा और क्योंकि यहाँ इनवर्स रिलेशन का उपयोग किया जाता है इसीलिए इसे इनवर्स डिस्टेंस वेटेड मेथड कहा जाता है इसमें आईडीडब्ल्यू अंतर्वेशक औसतन सेल के मान का अनुमान लगाते हैं प्रत्येक प्रसंस्करण सेल के पड़ोस में नमूना आंकड़ा बिंदुओं के मूल्य का रास्टर या सतह की सेल के मान का औसत करके अब यदि दिए गए स्थान के लिए अज्ञात मान के आसपास कई अवलोकन उपलब्ध हैं तो दूरियां मापी जाएंगी और स्थान के लिए सेल मान का निर्धारण करते समय जिन बिंदुओं का अवलोकन होगा जिनमें निकटतम दूरी होगी उसका अधिक प्रभाव या अधिक वजन होगा अनुमानित सेल के केंद्र के जितना करीब बिंदु होता है औसत प्रक्रिया में उसका उतना अधिक प्रभाव या वजन होता है भू संदर्भ में पुनः प्रतिचयन तकनीक को याद करें यह लगभग एक ही अवधारणा है और यही कारण है कि मैंने वहां भी इसका उल्लेख किया है कि कभी कभी इस पुन प्रतिचयन तकनीक को लोग अंतर्वेसन श्रेणी के तहत भी देखते हैं लेकिन वे वास्तव में बिंदु से सतह पर पुनः अंतर्वेशन के लिए नहीं हैं एक बार पंजीकरण या पोलीनोमिअल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बन जाये तो वे पिक्सेल मूल्य या सेल मूल्य का पता लगाने के लिए है वहाँ इसका उद्देश्य अलग है लेकिन अवधारणा के तहत यह एक ही बात है अब आईडीडब्ल्यू अंतर्वेशक मानता है कि जिस मानदंड को मानचित्रित किया जा रहा अपने परिचयन स्थान से दूरी के साथ उसका प्रभाव घट जाता है और यह बहुत ही तार्किक है और यहाँ उदाहरण के लिए एक और लाभ जो हमारे पास हो सकता है कि या तो हम इस घेरे का आकार स्थिर कर सकते है जिसे हम परिक्षण त्रिज्या कहते है या हम इस केंद्र बिंदु के लिए मान निर्धारित करने के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या को स्थिर कर सकते हैं उदाहरण के लिए जब प्रदूषण की सतह पर अंतर्वेसन होता है तो हम जानते हैं कि अधिक दूरी वाले स्थान पर प्रदूषण का प्रभाव कम होगा यहाँ एक ही उदाहरण दिखाया गया है कि यह हमारे बिंदु पर है जहाँ प्रश्न चिह्न दिखाया गया है इसमें बिंदु ए का अधिकतम प्रभाव होगा और तुलनात्मक रूप से यह प्रभाव बिंदु सी पर कम होगा लेकिन बिंदु डी पर सबसे कम प्रभाव होगा तो दूरी पर इसका विपरीत संबंध निर्भर करता है इसलिए ज्यादा दूरी का कम से कम प्रभाव होगा प्रत्येक पड़ोसी बिंदु से पहली दूरी को मापा जाता है और फिर खोज में शामिल करने के लिए बिन्दुओ की संख्या का चयन किया जा सकता है अगर तब हम अंतर्वेसन करते हैं जो मैं कुछ विकल्पों के माध्यम से दिखाऊंगा जो एक विशेष सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं तो हम या तो परिक्षण त्रिज्या या बिन्दुओ की संख्या का उपयोग करके प्रतिबंधित कर सकते हैं तो यह प्रत्येक सेल में शामिल करने के लिए अंकों की संख्या है जिसे चुना जा सकता है और फिर सूत्र के अनुसार दूरी की गणना की जाती है उदाहरण के लिए आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर की तरह जब मैं अंतर्वेसन के लिए यहां जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि बिंदु स्थान वहां हैं और जिस मूल्य का मैं अंतर्वेसन करने के लिए उपयोग करने जा रहा हूं वह है पीएच मान इनपुट मानचित्र संचिका है और उसका विवरण हम थोड़ी देर बाद देखंगे परिक्षण त्रिज्या को बहुत अच्छी तरह से चुना गया है जबकि हमारे द्वारा तय किए गए बिन्दुओ की संख्या 12 है यदि आपने इसे यहां तय किया है तो आपको यहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और फिर आप इस स्तर पर तय कर सकते है वह आपके आउटपुट ग्रेड का स्थानिक रेसोलुशन होगा तो यह भी आप तय कर सकते हैं कि आप इसे कहां संग्रह करना चाहते हैं और एक बार जब आप इसे चुनते हैं तो फिर अंतर्वेशन करने पर एक सतह बन जाएगी अब आइए देखें कि यहाँ घातांक का अर्थ क्या है यह घातांक आउटपुट से उनकी दूरी के आधार पर अंतर्वेशन मूल्यों पर ज्ञात बिंदुओं के महत्व को नियंत्रित करती है उच्च घातांक का मतलब है कि इसमें निकटतम बिंदु पर जोर दिया जाता है और परिणामस्वरूप सतह पर अधिक विवरण होगा लेकिन इसके साथ साथ इसमे समरेखण कम होगा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कभी कभी जब हमें यह पता नहीं होता है कि सबसे सटीक उपाय क्या है तब हमें मदद की तलाश करनी चाहिए और समझने के बाद केवल मानक मूल्य का चयन कर एक सतह बनाने के बजाय सतह बनानी चाहिए लेकिन अब आप यह नहीं जानते कि इसमें किस तरह की सटीकता है और वही उच्च शक्ति का उल्टा है कम शक्ति के मूल्य एक सपाट सतह के परिणामस्वरूप तो उन बिंदुओं पर अधिक प्रभाव डालता है जो दूर हैं इसलिए हमें देखना होगा कि यहाँ यह कौन सी घटना है पर निर्भर करता है जैसे यहां यह पीएच है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ घातांक दो है उसका काफी अच्छा प्रभाव होगा और हम एक बहुत सपाट सतह की तलाश नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर हम अंतर्वेसन के लिए जा सकते हैं तो दो के घातांक का उपयोग आमतौर पर आईडीडब्लू के साथ किया जाता है और इसीलिए इसे मानक रूप से रखा जाता है इसी तरह परिक्षण त्रिज्या जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि आप इसके आकार को तय कर सकते हैं या आप इसे मानदंड के रूप में रख सकते हैं और फिर बिन्दुओं की संख्या को तय कर सकते हैं जिसके बाद अंतर्वेसन किया जा सकता है और इसी तरह बाधाएं हैं यह वह बिंदु है जो मैं बहुरेखीय बाधा का उपयोग करके यहां लाना चाहता था जब भी आप बाधाओं का उपयोग करने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है आप सपाट अंतर्वेशक का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं आप अपनी आवश्यकताओं के कारण आकस्मिक अंतर्वेशक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि जिन इलाकों या घटनाओं पर आप काम कर रहे हैं उनमें कुछ विवाद है इस जानकारी को एक बहुरेखीय बाधा के रूप में आना है एक पंक्ति विषय को जोड़ना होगा तब जाकर आप इस विकल्प को चुन सकते हैं और फिर निकट वास्तविक सतह बनाई जाएगी हालांकि यह आकस्मिक हो सकती है जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुरेखा मूल रूप से एक बाधा ही है जोकि फॉल्ट लाइन खदान तटबंध इत्यादि हो सकता है और कभी कभी सतही जल के प्रवाह में हम नदी को भी एक बाधा के रूप में उपयोग कर सकते हैं बहुरेखीय आँकड़े का उपयोग भू दृश्य में कुछ अन्य रुकावटों को तोड़ने के लिए किया जाता है केवल उन इनपुट प्रति चयन बिंदु जो रुकवाट के एक तरफ है उनको वर्तमान प्रसंस्करण में माना जायगा यहाँ देखिये एक सतह बनाई गई है जो यहां एक त्रि आयामी दिखाई गई है और बिना अवरोधों के यह काफी सपाट है लेकिन जब मैं एक अतिरिक्त इनपुट को बहुरेखीय रूप में देने में अवरोध का उपयोग करूंगा तब एक आकस्मिक सतह बनती है इस प्रकार यह घटना पर निर्भर करता है अगर हमें जानकारी है तो हमें अंतर्वेसन के दौरान उस जानकारी को लाना होगा तभी आप एक ऐसी सतह का निर्माण करते हैं जो वास्तविकता के अधिक करीब है बाधाएँ जोकि फाल्ट लाइन्स चट्टान की धारा और अन्य विशेषताओं की उपस्थिति को दर्शाती हैं जो सतहों मे रेखीय असंतुलन पैदा करती हैं और यह भी नियंत्रित करती हैं कि सतहें कैसे उत्पन्न होती हैं विभिन्न तकनीकों का समर्थन केवल आईडीडब्लू के मामले में किया जाता है नाकि सभी अंतर्वेशन तकनीकों के लिए नहीं और क्रेन अवरोधों का समर्थन करती है यह सर्च परिक्षण त्रिज्या के बारे में है आपके पास अधिकतम संख्याएँ हो सकती हैं इसलिए यदि एक बार आपने 12 अंकों का निर्णय कर लिया है तो यह पड़ोस में चारों ओर केवल 12 संख्या बिंदु खोजेगा और फिर उन बिंदुओं का उपयोग करके उनकी दूरी को मापेगा तदनुसार इनका प्रभाव और फिर मूल्य निर्धारित किया जाता है जबकि निश्चित त्रिज्या के मामले में जो भी बिंदु जो कि त्रिज्या के आकार के अनुसार उसमे आएंगे वह उन बिंदुओं का उपयोग करेगा फिर से दूरी को मापेगा और मूल्य की गणना करेगा इसलिए जब आप संख्याओं को तय करते हैं तो दोनों विकल्प यहाँ उपलब्ध होते हैं अब समस्या किनारों पर आ सकती है इसलिए यदि मैं सीमा रेखा क्षेत्रों के लिए एक मूल्य की गणना कर रहा हूं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं उन मामलों में बहिर्वेशन अंतर्वेसन किया जा सकता है मैंने आपको अधिकतम संख्या निश्चित संख्या या निश्चित त्रिज्या आदि के बारे में पहले ही सुझाया है अब यहाँ यह एक और अंतर्वेसन तकनीक है जो कि स्प्लाइन है और इस तकनीक में हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्पलाइन हो सकते हैं जैसे कि मानक में आपको नियमित या खिंचाव मिल सकता है जब आप नियमित विधि के लिए जाते हैं तो यह एक सपाट सतह बनाता है मूल्यों के साथ धीरे धीरे बदलती सतह जो परिचयन आँकड़ों की श्रेणी के बाहर हो सकती है इसका मतलब है जब भी आप किसी भी सहज अंतर्वेशक के उपयोग के लिए जाते हैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि मूल्य सटीक होने वाली नहीं हैं मूल्य आपकी अवलोकन सीमा से परे जा सकते हैं क्योंकि आपने जो सतह जानना चाहते हैं वह एक सपाट सतह है जब आप नियमित के बजाय कुछ अलग उपयोग करते हैं और यदि आप खिंचाव के नियंत्रण लिए जाते हैं तो मानक प्रक्रिया की विशेषता के अनुसार खिंचाव सतह की कठोरता को नियंत्रित करता है परिचयन आँकड़ों के विस्तार द्वारा अधिक बारीकी से प्रतिबंधित मूल्यों वाली नियमित सतह की तुलना में यह कम सरल सतह बनाता है आपके लगभग वास्तविक मूल्य होगा लेकिन नियमित रूप जैसे सपाट सतह नहीं अब गणित से स्पलाइन विषय की अवधारणा में इसे फ्रेंच कर्व्स कहा जाता है और बहुत सारे वास्तुकार और अन्य लोग कला के लिए कर्व्स का इस्तेमाल करते थे लेकिन ये उतनी सपाट नहीं थी जो वे बना रहे थे स्प्लाइन विधि एक गणितीय प्रकार्य का उपयोग करके मूल्यों का अनुमान लगाती है जो संपूर्ण सतह वक्रता को कम करती है जिसके परिणामस्वरूप एक सपाट सतह बनती है जो ठीक इनपुट बिंदुओं से गुजरती है और ये वो फ्रेंच कर्व्स हैं जो ऐक्रेलिक से बनती थी और लोग जहां कहीं भी अवलोकन करते हैं वे इन फ्रेंच कर्व को करके रेखाओं को खींचते थे अब जीआईएस में सभी तरह के गणितीय तरीके उपलब्ध हैं इसलिए हम स्पलाइन अंतर्वेशक का उपयोग आसानी से करते हैं और अलग अलग विकल्प हैं जिनका उपयोग आपके जीआईएस सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है जैसा कि मैंने कहा है कि स्पलाइन विधि के बहुत से प्रकार हैं प्रमुखतः लीनियर स्पालाइन अंतर्वेशक है तथा क्वाड्रटिक स्प्लाइन और फिर तीसरा एक क्यूबिक स्प्लाइन अंतर्वेशक है इसके पीछे का गणित भी यहाँ दिया गया है मैं यह विशेष स्लाइड क्यों दिखा रहा हूं यहाँ इसका उद्देश्य है कि जब भी आप किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जीआईएस का उपयोग शुरू करें इन व्याख्यानों की इस श्रृंखला की शुरुआत में मैंने कहा है कि इनका सहारा लेना चाहिए और कभी कभी सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन या ऑफलाइन सहायता बहुत मददगार साबित होती है मान लीजिये जब भी आप एक अंतर्वेसन के लिए जा रहे हैं तो कुछ विकल्प प्रदर्शित होते हैं जिन्हे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस विकल्प का अर्थ क्या है तो जाकर सतह बनाने से पहले मदद जाँच ले और विस्तारित ऑनलाइन या ऑफलाइन मदद विस्तृत जीआईएस सॉफ्टवेयर के साथ हमेशा उपलब्ध है इसमें ऑनलाइन बेहतर है क्योंकि यह हर समय अपडेट किया जाता है इसलिए यदि आपके पास इंटरनेट की पहुंच है तो आप ऑनलाइन मदद के लिए जा सकते हैं और अंतर्वेशक से सतह बनाने के विकल्प को चुनने से पहले आप इसे पढ़ लें और यही कारण है कि आप जानते है किसको चुनना हैं क्योंकि मानक में लीनियर स्प्लाइन भी हो सकता है अब एक प्रश्न है कि जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप पाएंगे कि वहां दो और विधियां हैं वे कौन सी दो विधियां हैं इनमे विभिन्नताएं क्या हैं इसके पीछे का गणित क्या है आप इसकी ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं अब स्प्लाइन विधियों को यहाँ फिर से नियमित किया गया है और फिर खिंचाव और अन्य विकल्प पहले से ही हैं आपके पास वजन है और अन्य चीजों में बिन्दुओ की संख्या हो सकती है जो मानक में आपको 12 मिल सकता है आप समतलता के अनुसार इसे चुन सकते हैंजो आप अपने आँकड़ों में चाहते हैं यहां मूल रूप से निर्धारित दिशा निर्देशों की संख्या नहीं है लेकिन यहाँ मानक मूल्य रखे जाते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मान हैं अब इन अंतर्वेसन तकनीकों का अंतिम प्रकार जो बहुत लोकप्रिय है और मानक जीआईएस सॉफ्टवेयर्स में भी लागू है ये क्रीजिंग विधि है क्रीजिंग एक भूस्थैतिक तकनीकों का समूह है यादृच्छिक क्षेत्र के मूल्यों को प्रक्षेपित करने के लिए भौगोलिक स्थान के प्रकार के रूप में भूदृश्य की ऊंचाई Z का मान हो सकता है इसमें एक अप्राप्य स्थान का अवलोकन आस पास के स्थानों के मूल्यों द्वारा किया जाता है क्रीजिंग अंतर्वेसन के पीछे सिद्धांत है क्रीजिंग द्वारा अंतर्वेसन और बहिर्वेशन जिसे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ने विकसित किया था जिसका नाम जार्ज मार्थरन था डैनियल क्रीज के मास्टर थीसिस के आधार पर और इसलिए उनका नाम रखा गया था और तब क्रीजिंग विधि विकसित की गई थी क्रिजिंग स्टोचस्टिक ऐसी चीज है जो अनियमित एकदम सपाट या वैश्विक या आकस्मिक या स्थानीय है और जैसा कि आप यहां एक उपकरण में दो डिग्री या एक रेखीय रूप में देख सकते हैं कि ये नीले बक्से प्रेक्षण दिखा रहे हैं और क्रीजिंग के द्वारा अंतर्वेशक सतह को लाल रेखा से दिखाया गया है और यह आपके अंतर्वेशित सतह के दोनों तरफ 95 प्रतिशत का अंतराल है क्रीजिंग विधि के साथ फायदा यह है कि आप त्रुटियों का भी अनुमान लगा सकते हैं अंतर्वेसन के बाद आप त्रुटियों का अनुमान प्राप्त करते हैं जबकि अन्य तरीकों के साथ उस तरह का अनुमान उपलब्ध नहीं है अंतर्वेसन तकनीकों में क्रीजिंग को सर्वोत्तम माना गया है लेकिन फिर से यह घटना और स्थानीय इलाके की परिस्थितियों पर निर्भर करती है सपाट प्रकार्य का उपयोग करके एक प्राकृतिक आँकड़ों का मॉडल बनाना मुश्किल है क्योंकि सामान्य रूप से यादृच्छिक उतार चढ़ाव और माप त्रुटि मिलकर परिचयन आंकड़ों के मान में अनियमितता का कारण बनते है इसका मूल रूप से क्या मतलब है प्राकृतिक आँकड़ों जैसे ऊंचाई बिंदु इंडो गंगटीक प्लेन्स से हिमालय के लिए अलग हैं और इसलिए अंतर्वेसन तकनीक का चयन करते समय सावधान होना चाहिए क्रिंजिंग को उन स्टोकेस्टिक अवधारणाओं को मॉडल करने के लिए विकसित किया गया था जो एक क्षेत्रीय मानदंड की अवधारणा पर आधारित है जिसमें तीन अंग होते हैं एक आपका आंकड़ा है और फिर इसमें संरचनात्मक स्थानिक सहसंबद्ध और यादृच्छिक शोर होते हैं जैसा कि मैंने कहा है कि त्रुटियों का मापन संभव है या क्रीज के साथ त्रुटि का अनुमान उपलब्ध है हम इसे x y आरेख में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये नीली के अवलोकन दिखा रहे हैं और फिर आपको पास यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ अनुरूपित रेखा है जो कि लाल रंग में दिखाई दे रही है फिर आपको एक हरे रंग की रेखा मिलती है जो इन सभी को जोड़ने की कोशिश कर रही है हरे रंग की रेखाओं के साथ क्रीजिंग आपके यादृच्छिक शोर या त्रुटियों को दिखा रही हैं क्रीजिंग के उपयोग से त्रुटि का अनुमान भी संभव है अब वहाँ क्षेत्रीय मानदंड हैं जो क्रीजिंग का ही एक अंग है हमने पिछले आरेख में देखा था कि हम इसे खंडित कर सकते है हम देख सकते हैं कि यह संरचनात्मक अंग है जो एक सीधी अनुरूपित रेखा है और फिर स्थानिक रूप से सह संबद्ध अंग है जो आपके सभी इनपुट आँकड़ों से गुज़र रहा है और ये दूरी के साथ बदलता है और तीसरा एक यादृच्छिक शोर घटक है जो अनुरूपित आंकड़ा नहीं है यह अतिरिक्त जानकारी जो कि क्रिंजिंग के साथ आती है अन्य अंतर्वेसन तकनीकों के साथ उपलब्ध नहीं है क्रीजिंग को सेमी वैरोग्राम का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है और इसकी कई अलग अलग किस्में या संस्करण भी उपलब्ध हैं और फिर कभी कभी यह मुश्किल हो जाता है कि किसको चुने आपके सॉफ्टवेयर में विभिन्न विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं और हमें बटन दबाने से पहले सावधान रहना चाहिए कि जो विकल्प मौजूद हैं उनमे से आप सही विकल्प चुनने जा रहे है या नहीं क्योंकि अंततः कंप्यूटर ही सतह उत्पन्न करेगा पर वो सतह साधारण सतह के बजाय ज्यादा वास्तविक होनी चाहिए और इसलिए विभिन्न क्रीजिंग तकनीकों के विकल्प को समझना बहुत आवश्यक है आर्क जीआईएस जैसे सॉफ्टवेयर में ये विकल्प उपलब्ध हैं वही उदाहरण जो मैं यहाँ दिखा रहा थायहाँ z का मान एक पीएच मान या कुछ अन्य मान हो सकते हैं फिर आप विधि का चयन कर सकते हैं या तो साधारण क्रीजिंग या यूनिवर्सल क्रीजिंग सेमी वैरिओग्राम मॉडल से आप विभिन्न मॉडलों का चयन कर सकते हैं और फिर त्रिज्या को खोज सकते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल मानदंड हो सकते हैं या कई बिंदु निर्धारित हैं और हमेशा आप अपने तंत्र के रेसोलुशन को नियंत्रित कर सकते हैं जिसे आप बनाने जा रहे हैं और यदि आपके पास पहले से उपलब्ध पूर्वानुमान के कुछ संस्करण हैं तो आप यहां उपयोग कर सकते हैं और फिर उसको बना सकते हैं यह उदाहरण है जो सेमी वैरिओग्राम में उपलब्ध z के मूल्यों के वर्ग के अंतर के मॉडल पर आधारित है जो सभी ज्ञात बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रकार है जो यहाँ भी दिखाया गया है क्रीजिंग विश्लेषण से बहुत उपयोगी आउटपुट जो उत्पन्न हो सकती है उनमें से एक है अनिश्चितता सतह हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं कि पूर्वानुमान कितने ठीक हैं इसका मतलब मूल रूप से त्रुटि अनुमान जो अन्य अंतर्वेसन तकनीकों के साथ संभव नहीं है हम एक साधारण क्रिजड मानचित्र बना सकते है और फिर पूर्वानुमान की मानक त्रुटि दिखता हुआ कोई मानचित्रऔर फिर हम टीआईएन जैसे अन्य मॉडलों के साथ तुलना कर सकते हैं यहां कुछ उदाहरण हैं जिनमे एक ही इनपुट का उपयोग करके विभिन्न अंतर्वेसन तकनीकों से विभिन्न सतह बनाई जा सकती है पहला उदाहरण आईडीडब्लू है फिर स्पलाइन और क्रीजिंग इनपुट आँकड़े समान है और भी कई अन्य विकल्प समान रखे जाते हैं लेकिन फिर भी आउटपुट सतह यहाँ बहुत अलग है और अगर हम द्विम में इसे प्रदर्शित करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो यह आईडीडब्ल्यू हरे रंग की सतह के रूप में आ रहा है स्प्लाइन नीले रंग में और आपकी टिप्पणियों को नीले बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है और फिर क्रीज सतह नीले रंग में यहाँ आ रही है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग अंतर्वेसन तकनीक विभिन्न सतहों को बना रहे हैं अब अंतर्वेसन के साथ समस्याएं भी हैं क्योंकि जब भी आप बिंदु आँकड़ों से सतह तक अंतर्वेशन करते है तो एक प्रश्न सामने आ सकता है कि यह प्रदर्शित सतह कितनी सही है इसलिए यह सटीकता हमेशा आएगी और यहाँ जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है सिवाय अगर आपने क्रिंजिंग की है तो आप उस तरह के मान प्रदान कर सकते हैं लेकिन अगर आपने कुछ अन्य अंतर्वेशकों का उपयोग किया है तो आपके पास सटीक उत्तर नहीं है इसलिए सटीकता हमेशा ही रहेगी उपयुक्त को चुनने और आपके अंतर्वेसन में बड़ी त्रुटियों से बचने के कुछ तरीके हैं और सटीकता के इस प्रश्न को काफी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है यहां दृश्य प्रदर्शन भी मौजूद है कौन सी सतह वास्तविकता के ज्यादा करीब दिखती है वह भी देखना होगा और एज इफ़ेक्ट या मार्जिन पर डाटा की कमी को भी ध्यान में रखना होगा इस उदाहरण की तरह जहाँ भी पसंदीदा क्षेत्र मौजूद होगा वहाँ के आँकड़े होंगे लेकिन जब हम इसके परे जाते हैं तो हमारे पास आँकड़े नहीं होते हैं इसलिए सीमाओं के साथ मार्जिन के साथ यह अंतर्वेसन के मामले में रहेगा क्योंकि तब बहिर्वेशन किया जाता है और बहिर्वेशन अंतर्वेसन के समान सटीक नहीं हो सकता है तो अंतर्वेसन से ये मुद्दे हमेशा इस जुड़े होते हैं धन्यवाद